ट्रेडमार्क उन निशानों को संदर्भित करता है जो व्यापार में उपयोग किए जाते हैं इन निशानों का उपयोग उन वस्तुओं और सेवाओं की पहचान या अंतर करने के लिए किया जाता है जो व्यापार में उपयोग की जाती हैं व्यापार द्वारा हम एक व्यवसाय का उल्लेख करते हैं इसलिए ट्रेडमार्क को समझने के लिए हमें यह समझने की आवश्यकता है कि व्यवसाय क्या हैं एक व्यवसाय को एक संगठन या एक आर्थिक प्रणाली के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जहां एक दूसरे से माल और सेवाओं का आदान प्रदान पैसे के लिए किया जाता है तो हम इसे धन के लिए वस्तुओं और सेवाओं के आदान प्रदान के रूप में समझते हैं यह बहुत सारी चीज़ों को सामने लाता है हम व्यापार को एक लेन देन के रूप में समझते हैं और यह लेन देन एक चीज से संबंधित है इसमें एक वस्तु शामिल होती है और इस वस्तु का मूल्य होता है तो एक इंटरैक्शन हो सकता है और इसका मतलब सिर्फ़ यह नहीं है कि एक अधिनियम है इसका मतलब यह भी है कि ऐसे पक्ष हैं जो कार्य करते हैं इसलिए हमारे पास पार्टियां भी हैं इसलिए इस कार्य में एक दूसरे से सौदा करने के लिए कम से कम दो लोगों की आवश्यकता होती है यहां पार्टियां खरीदार या विक्रेता या पट्टेदार या उससे कम हो सकती हैं तो आपके पास एक कार्य है जो पार्टियों द्वारा किया जाता है जिसे हम interaction के रूप में संदर्भित करते हैं अब व्यापार में यह चीज़ किसी वस्तु या सेवा को संदर्भित करती है आप इसे उत्पाद भी कह सकते हैं आप merchandise भी कह सकते हैं और यही कारण है कि हमारे पास जीएसटी कर है वह वस्तु और सेवा कर है क्योंकि वस्तुओं और सेवाओं में हर उस चीज को शामिल करना किया जाता है जो व्यापार का एक हिस्सा हो सकती है तीसरी चीज जो किसी व्यवसाय की परिभाषा के भीतर आती हैवो यह है कि वस्तु के exchange या interaction का मूल्य होना चाहिए जिसका अर्थ है कि पैसा हाथ से गुजरता है या विनिमय मूल्यवान वस्तुओं का है अब यदि यह मूल्य के लिए नहीं है तो हम इसे व्यवसाय नहीं कहते हैं उदाहरण के लिए पिता अपने बेटे को या अपनी बेटी को भत्ता देता है हम यह नहीं कहते हैं कि यह एक व्यापारिक लेनदेन है यह एक पारिवारिक लेनदेन हो सकता है या कोई मित्र अपने मित्र को जरूरत के समय में पैसा देता है जो कि एक friendly लेनदेन है या व्यक्ति संकट में लोगों की सहायता के लिए एक दान देता है जो कोई धर्मार्थ लेनदेन होता है इसलिए यदि मूल्य माल और सेवा के आदान प्रदान से संबंधित है तो हम इसे एक व्यापारिक लेनदेन कहते हैं तो एक interaction है जिसके द्वारा हमारा मतलब है कि यह एक कार्य हो सकता है या इसमें कुछ पक्ष शामिल हो सकते हैं और उस कार्य में वह चीज शामिल होती है जो एक माल को संदर्भित करती है इसका अर्थ है कि हम उन वस्तुओं या सेवाओं को संदर्भित करते हैं जिनका आदान प्रदान किया जाता है या जिनका किसी मूल्य के लिए सौदा किया जाता हैकिसी चीज़ जिसकी मूल्य के संदर्भ में गणना की जा सकती है मूल्य से हमारा मतलब पैसा होता है यह परिभाषा महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रत्येक व्यवसाय को कुछ प्रकार के निवेश की भी आवश्यकता होती है और हमने देखा कि अमूर्त निवेश से अमूर्त संपत्ति प्राप्त होती है इसलिए हमने पहले ही देखा था कि व्यवसाय पैसे का निवेश करते हैं और इसमें केवल धन की आवश्यकता नहीं है यह प्रयास हो सकता है यह ऐसे लोग हो सकते हैं हमने बहुत सारी चीजें देखी जो निवेश के दायरे में आ सकते हैं और यह निवेश है जो वास्तव में इन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करता है इसलिए प्रत्येक व्यवसाय को कुछ प्रकार के निवेश और पर्याप्त ग्राहकों की आवश्यकता होती है क्योंकि आप चाहते हैं कि लोग आपका सामान खरीदें लाभ कमाने के लिए आप अपने उत्पादों को consistent basisपर बेच सकते हैं इस प्रकार इसमें निवेश होता है और ऐसे लोग होते हैं जो इसे आपके ग्राहकों से खरीदेंगे सामान या सेवाएं आपका output हैं आप ऐसा लाभ कमाने के लिए करते हैंआप एक धर्मार्थ व्यवसाय नहीं करते हैं इसलिए व्यवसाय वे हैं जो व्यापार चिह्न का उपयोग करते हैं और trade शब्द ही business को संदर्भित करता है अब हम समझने की कोशिश करते हैं या व्यापार चिह्न कैसे अस्तित्व और उपयोग में आए trademark व्यापार से जुड़ा होता है व्यापार exchange एक dealing के बीच एक interaction होता है जिसमें कोई वस्तु या कोई सेवा जिसका कुछ मूल्य होता है जिसकी पैसे में गणना की जा सकती हैक्योंकि हम जानते हैं कि यह एक व्यापारिक लेनदेन या व्यावसायिक गतिविधि है ट्रेडमार्क का उपयोग केवल व्यावसायिक गतिविधियों में उसी प्रकार किया जाता है जैसे अब तक कवर किए गए अन्य बौद्धिक संपदा अधिकार का उपयोग व्यवसायिक गतिविधियों में होता है पेटेंट भी औद्योगिक गतिविधि से जुड़े होते हैं और उनका एक व्यावसायिक उद्देश्य होना चाहिए या जिसे हम पेटेंट से जुड़ी उपयोगिता कहते हैं इसलिए बौद्धिक संपदा अधिकार इस commom theme को share करते हैं वे वाणिज्यिक गतिविधि के लिए प्रासंगिक हैं या उनका उपयोग व्यवसायों के उद्देश्य के लिए किया जाता है इसलिए ट्रेडमार्क माल और सेवाओं और वस्तुओं को बढ़ावा देने और बेचने के लिए एक साधन के रूप में सामने आया पहले यह सिर्फ सामान था लेकिन बाद में हमने सेवाओं को जोड़ा क्योंकि जब ट्रेडमार्क शुरू में विकसित हुआ था तो केवल सामानों पर ध्यान केंद्रित किया गया था अब हम देखेंगे कि सेवाएं इसमें कब शामिल हुईं इसलिए व्यापारियों ने आमतौर पर अपने माल की पहचान करने के लिए एक ब्रांड का उपयोग किया और यह न केवल उन्हें उन वस्तुओं और सेवाओं की पहचान के लिए था जो वे बेच रहे थे बल्कि व्यापारिक नामों की पहचान करने के लिए भी था इसलिए एक ट्रेडमार्क एक व्यापार नाम व्यवसाय करने वाली इकाई निगम या संगठन की पहचान कराता है इसमें बेचे जाने वाले उत्पाद या सेवाएं भी हो सकती हैं यह इसलिए आया क्योंकि एक ऐसे बाजार में जहां एक ही सामान या एक ही सेवा देने वाले कई लोग हैं इन सेवाओं या वस्तुओं को अलग करने की आवश्यकता है और उन्हें प्रतिस्पर्धी सेवाओं और प्रतिस्पर्धी उत्पाद को अलग करने की जरूरत है जिससे व्यवसायों का नेतृत्व किया जा सके जो इन प्रतिस्पर्धी उत्पादों और सेवाओं को अपने उत्पादों और सेवाओं को निशानों के आधार पर अलग करने की पेशकश कर रहे हैं आप कह सकते हैं कि किसी उत्पाद या सेवा को अलग करने का सबसे अच्छा तरीका उत्पाद या सेवा को विशिष्ट बनाना है हां यह निश्चित रूप से एक ऐसा तरीका है जिसमें आप अपने माल को अलग कर सकते हैं लेकिन कुछ सामानों को भेद करना या उन्हें विशिष्ट बनाना आपके लिए बहुत कठिन है उदाहरण के लिए एक सुरक्षा पिन में आप बहुत अधिक विशिष्टता नहीं ला सकते हैं सुरक्षा पिन में अपने कार्य को बदले बिना यदि आप बहुत अधिक विशिष्टता लाते हैं तो लोग उत्पाद की पहचान भी नहीं कर सकते हैं इसलिए आपके पास व्यापार नाम हो सकते हैं जो विशिष्टता लाएंगें उदाहरण के लिए पेपरक्लिप्स भी एक व्यापार नाम है और हम उत्पाद को व्यापार नाम से ही समझते हैं तो व्यापार नामों का उपयोग प्रतिस्पर्धी उत्पादों में अंतर और पहचान करने के लिए किया जाता है ट्रेडमार्क किसी भी शब्द नाम प्रतीक या उपकरण को संदर्भित करता है जिसका उपयोग वस्तुओं और सेवाओं की पहचान और अंतर करने के लिए किया जाता है अब यह ट्रेडमार्क की परिभाषा है सरल शब्दों में एक ट्रेडमार्क एक निशान है और जब हम एक निशान का उल्लेख करते हैं जिसे ग्राफिक रूप से दर्शाया या दिखाया जा सकता है जिसे किसी व्यापार या व्यवसाय के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है निशान अनादिकाल से मौजूद हैं और व्यापार में इनका उपयोग भी लंबे समय से है सामान बेचने वाले शिल्पकार अपने माल की पहचान करने के लिए निशान का इस्तेमाल करते थे अब भी यदि आप कला के काम को देखते हैं तो कलाकार में कला के टुकड़े में अपना नाम अंकित करने की प्रवृत्ति होती है यह ट्रेडमार्क के रूप में नहीं माना जाता लेकिन यह एक शिल्पकार द्वारा दुनिया को बताने के लिए एक साधन है कि एक उत्पाद उसका है और वह उत्पाद का निर्माता है मध्य युग के दौरान व्यवसायों में वस्तुओं की पहचान करने के लिए निशानों का उपयोग बढ़ गया I यह एक समय था जब उत्पादकता में वृद्धि हुई और प्रतिस्पर्धा भी बढ़ गई और इससे उन लोगों के बीच वस्तुओं और सेवाओं में अंतर करने की आवश्यकता देखी गई जो इन वस्तुओं और सेवाओं को बेच रहे थे इसमें औद्योगिकीकरण ने अपनी भूमिका निभाई बाजारों की वृद्धि की माँग विशेष रूप से प्रतिस्पर्धात्मक उत्पादों को बेचने की अनुमति देती हैताकि इन उत्पादों को किसी तरह से अलग किया जा सके और जैसा कि मैंने उल्लेख किया है कि विशिष्ट विशेषता न केवल गुणवत्ता में होनी चाहिए क्योंकि खराब गुणवत्ता एक विशिष्ट विशेषता हो सकती है लेकिन यह इस तरह होनी चाहिए कि ग्राहक इसकी पहचान कर सकें आप देखेंगे कि निशान ने समय के साथ प्रतिष्ठा और सद्भावना प्राप्त की और यह गुणवत्ता का प्रतीक बन गया इसलिए ट्रेडमार्क स्वामित्व के लिए बंधे थे स्वामित्व से हमारा तात्पर्य उस पहचान की क्षमता से है जो कुछ वस्तुओं और सेवाओं को एक विशेष इकाई से मिली है ऐतिहासिक रूप से हम जानते हैं कि लोग उन उत्पादों और सेवाओं की पहचान करने के बारे में चिंतित थे जो वे बेच रहे थे उदाहरण के लिए मवेशियों का सौदा करने वाले लोगों के पास एक ऐसा तरीका था जिससे वे मवेशियों को चिन्हित कर सकते थे ताकि यदि मवेशी गुम हो जाए तो वे मालिक के रूप में उनकी पहचान कर सकें और उन पर वापस दावा कर सकें वे लोग जिन्हें समुद्र के पार भेजकर सामान बेचना था उनके पास माल को चिह्नित करने का एक तरीका था ताकि अगर जहाज बर्बाद हो जाए तो जिस व्यक्ति ने वस्तुओं को भेजा था वह निशान के आधार पर सामान की पहचान कर सकता था तो यह एक प्रारंभिक तरीका था जिसके द्वारा जब किसी व्यापारी या माल के विक्रेता को अपने माल पर किसी प्रकार का नियंत्रण रखना होता था तो वह उस पर एक निशान लगा देता था ताकि निशान के द्वारा मालिक की पहचान हो सके निशान शुरू में दायित्व से बंधे रहते थे दायित्व से हमारा मतलब है जब किसी विशेष बाजार में माल बेचा जाता था तो यदि सामान की गुणवत्ता असंतोषजनक थी तो बाजार चलाने वाले लोग उस व्यक्ति द्वारा माल की पहचान करेंगे जिसने इसे बेचा था और इस तरह से असंतोषजनक वस्तु या सामान जो आवश्यक मानकों को पूरा नहीं करते थे उन्हें चिह्नों के साथ पहचाना जाता था गिल्ड्स और व्यापार संगठनों ने शुरुआती समय में माल की पहचान निशान के द्वारा दायित्व के साधन के रूप में की इसलिए अगर कोई असंतोषजनक सामान बेचता है तो इन व्यापार संगठनों के लिए उन सामानों के मालिक की पहचान करना और मालिक पर किसी प्रकार की liability का कारण दिखाना आसान था या तो मालिक को माल को बदलना पड़ा या उसे माल के लिए प्राप्त किया धन वापस देना पड़ा इसलिए शुरू में ट्रेडमार्क खराब सामानों के लिए liability के स्रोत के रूप में विकसित हुआ समय के साथ उन्हें गुणवत्ता के लिए जिम्मेदार ठहराया जाने लगा अब गुणवत्ता एक संकेत है जो ग्राहक को बताता है कि ग्राहक आगे बढ़ सकता है और उत्पाद खरीद सकता है तो गुणवत्ता एक खरीद के निर्णय की ओर ले जाता है इसलिए गुणवत्ता उन उत्पादों पर एक निश्चित मात्रा में भरोसा करने के साधन के रूप में आया था जिस पर कोई विशेष चिह्न था तो समय की अवधि में निशान गुणवत्ता का प्रतीक बन गया इसलिए पहले वे दायित्व के प्रतीक थे और धीरे धीरे वे गुणवत्ता एक नया कार्य करने लगे और जैसे जैसे व्यवसाय का उत्कर्ष हुआ और जैसे जैसे व्यवसाय बड़े पैमाने पर होने लगा और brandingmarketing और advertising के रूप में ट्रेडमार्क का उपयोग से ब्रांड का प्रसार किया एक और गुण था जो ट्रेडमार्क के लिए आया था कि ट्रेडमार्क type two reputation थी तो अब आप एक Nike का जूता खरीद सकते हैं या कोका कोला खरीद सकते हैं क्योंकि ब्रांडों में एक reputation थी जो खरीददार को काफी जानकारी देती थी तो कोका कोला उत्पाद खरीदने वाले व्यक्ति को पता होगा कि 100 साल से अधिक पुरानी कंपनी की प्रतिष्ठा उसके उत्पाद से होगी या जब कोई व्यक्ति नाइके के जूते या एथलेटिक परिधान खरीदता है तो उसे पता होगा कि कंपनी का R D विभाग और डिजाइन विभाग उत्पाद के साथ होगा कंपनी की एक प्रतिष्ठा होती है जो ब्रांड के माध्यम से स्थानांतरित होती है यह अनिवार्य रूप से ब्रांडों को अपने आप में एक मूल्यवान संपत्ति बनाता है अब हमने देखा कि अमूर्त सम्पतियाँ इसमें किए निवेश द्वारा बनाई जाती हैंऔर ब्रांड अमूर्त संपत्ति हैं और जो निवेश ब्रांड या ट्रेडमार्क के निर्माण में होता है वह लंबी अवधि में होता है तो प्रतिष्ठा निशान ट्रेडमार्क टाइप दो प्रतिष्ठा थे यह संभवतः वह चरण है जिस पर अधिकांश ब्रांड हैं क्योंकि प्रत्येक ब्रांड एक प्रतिष्ठा बनाने की कोशिश कर रहा है और प्रतिष्ठा बनाने में ट्रेडमार्क बड़ी भूमिका निभाते हैं लेकिन हमारे पास एक और चरण है जहां ग्राहक खुद को एक ब्रांड के साथ पहचानते हैं तो ब्रांड व्यापार चिह्न ग्राहक के लिए पहचान का एक स्रोत बन जाता है उदाहरण के लिए जब हम किसी व्यक्ति को Apple प्रशंसक लड़का या ऐसे व्यक्ति के रूप में संदर्भित करते हैं जो केवल Apple उत्पादों का उपयोग करता है तो वह व्यक्ति स्वयं को उस व्यक्ति के रूप में पहचाना जाना चाहता है जो किसी विशेष उत्पाद का उपयोग करता है तो लोग ट्रेडमार्क के साथ खुद को पहचान करने लगते हैं कुछ लोगों के लिए एक तरह का cult है जो ट्रेड्मार्क द्वारा ख़ुद बनाया जाता है हम एक ऐसे चेहरे की बात कर रहे हैं जहाँ ट्रेडमार्क अब liabilityquality या प्रतिष्ठा का पारंपरिक कार्य नहीं करते हैं अब वे लोगों का एक अतिरिक्त कार्य करते हैं ताकि एक चिह्न के माध्यम से वे अपनी पहचान बना सकें उदाहरण के लिए एक व्यक्ति जो एक Mont Blanc पेन का प्रयोग करता है वह चाहता है कि उसके बारे में एक विशेष छवि बन जाए वह चाहता है कि कलम उसकी पहचान का हिस्सा हो या जब हम फेरारी ड्राइवर का उल्लेख करते हैं कि एक व्यक्ति कार खरीदता है और इसका उपयोग किसी व्यक्ति की पहचान का हिस्सा बन जाता है तो ज्यादातर कंपनियां यही प्राप्त करने की कोशिश कर रही हैं क्योंकि एक बार जब आप अपने ग्राहकों की पहचान का हिस्सा बनने में सक्षम हो जाते हैं तो ग्राहक विज्ञापन का काम करेंगे और इसे brand evangelism कहा है जहां ग्राहक आगे जाते हैं और ब्रांड एंबेसडर बन जाते हैं इसलिए आपने ट्रेडमार्क को दायित्व से काम करते है और हमने ट्रेडमार्क को देखा है असंतोषजनक वस्तुओं के प्रति दायित्व के कारण गुणवत्ता के संकेत बनने के बाद प्रतिष्ठा के प्रतीक बन जाते हैं और अब विशेष रूप से कुछ निश्चित निशान ग्राहकों या उपयोगकर्ता की पहचान का हिस्सा बन जाते हैं ट्रेडमार्क के लिए कानूनी संरक्षण 16 वीं शताब्दी के आसपास शुरू हुआ जब व्यापारियों ने स्रोत का संकेत देने के लिए इसका इस्तेमाल किया अब यह सुनिश्चित करने के लिए मुख्य चिंता थी कि लोगों को धोखा न मिले अब एक व्यापारी जब वह एक निशान का उपयोग करता है तो व्यापारी यह दर्शाता है कि माल उसके उद्यम से है और क्योंकि ग्राहक मूल के स्रोत को उस निशान के माध्यम से जानते हैं जो व्यापारी के लिए दूसरों की पहचान करना संभव था जो व्यापारी के सामान को अपने माल के रूप में पास करने की कोशिश करेंगे इसलिए यह एक तरीक़ा था जिसने उत्पाद के बारे में गलत धारणाओं और misrepresentations को रोक दिया क्योंकि अब व्यापारी के पास एक निशान था और व्यापारी कहते थे कि मेरा माल एक विशेष गुणवत्ता के साथ आते हैं और यह निशान कराता है माल कि मेरे द्वारा बेचा जा रहा है 19 वीं शताब्दी के आसपास एक राहत की बात आयी कि एक व्यापारी किसी अन्य व्यक्ति को रोक सकता है जो उस व्यापारी के समान चिह्न का उपयोग करके सामान बेचने की कोशिश कर रहा था राहत के इस माध्यम का मतलब है कि यदि कोई और आपके उत्पाद को अपने उत्पाद के रूप में पेश करे तो आपके पास एक उपाय है यूनाइटेड किंगडम में चांसरी अदालतों द्वारा यह उपाय ब्रिटिश अदालतों द्वारा दिया गया था अब बंद करना पहली राहत थी जो ट्रेडमार्क की सुरक्षा के लिए आई थी यह आज भी मौजूद है जब यह अपंजीकृत ट्रेडमार्क की रक्षा करने की बात आती है अब पासिंग की राहत व्यापारी की प्रतिष्ठा के साथ बंधी हुई थी और सद्भावना के साथ भी जो समय की अवधि में विकसित हुआ इसलिए फिर से misrepresentations को रोकने और राहत देने पर ध्यान केंद्रित किया गया ताकि उस व्यक्ति को रोक सकें जो अपने माल को व्यापारी के माल के रूप में गलत तरीके से पेश कर रहा था क्योंकि व्यापारी की बाजार में प्रतिष्ठा और सद्भावना थी इसलिए 19 वीं शताब्दी तक ट्रेडमार्क के लिए कोई पंजीकरण नहीं था निशान ने उपयोग के द्वारा प्रतिष्ठा और सद्भावना प्राप्त की तथ्य यह है कि व्यापारी ने एक समय अवधि में बाजार में इसका इस्तेमाल किया और प्रतिष्ठा प्राप्त की दूसरों को समान का उपयोग करने से रोकने के लिए पर्याप्त था और यह राहत की बात थी पंजीकरण इंग्लैंड में वर्ष 1875 के आसपास आया क्योंकि जिस इतिहास को हम ट्रेडमार्क अधिनियम के लिए देख रहे हैं वह इंग्लैंड में ट्रेडमार्क कानून के विकास का इतिहास है क्योंकि भारत में जो पहला अधिनियम आया वह एक ऐसा कार्य था जो ब्रिटिश आयात का था इसलिए जैसा कि हमने पेटेंट कानून के मामले में देखा था वैसे ही भारतमूल ट्रेडमार्क कानून भी ब्रिटिश क़ानून से है इसलिए पंजीकरण 1875 के आसपास आया जब तक कि कोई पंजीकरण नहीं था तब तक हर निशान अनिवार्य रूप से एक अपंजीकृत ट्रेडमार्क था और जिस तरह से आप एक अपंजीकृत ट्रेडमार्क की रक्षा कर सकते थे वह पास होने की राहत से था जो अदालत के पास पहुंचने और ये कहने के अलावा कुछ भी नहीं था कि कोई आपके उत्पाद के रूप में अपने उत्पादों को पारित कर रहा है और अदालत से उन्हें ऐसा करने से रोकने के लिए कहते है अबराहत की बात है कि एक व्यक्ति दावा कर सकता है कि प्रतिद्वंदी गलत बयानी कर रहा था और ग्राहकों को धोखा दे रहा था इसलिए धोखे या भ्रामक समानता या ऐसा कुछ जो लोगों को धोखा दे सकता है वह अभी भी ट्रेडमार्क कानून का केंद्र बिंदु बना हुआ है इसलिए अगर स्रोत के संबंध में कोई धोखे या भ्रम की स्थिति है तो ट्रेडमार्क कानून हस्तक्षेप कर सकता है I तो ये दो चीजें हैं जिन्हें हमें ट्रेडमार्क को समझते समय ध्यान में रखने की आवश्यकता है जब कि सामान और सेवाएं ग्राहकों को धोखा देते है या यह भ्रम का कारण बनता है या भ्रम पैदा करने की संभावना होती है फिर ट्रेडमार्क कानून ट्रेडमार्क धारक को उन वस्तुओं या सेवाओं को रोकने की अनुमति देगा जो धोखा या भ्रम पैदा कर रही हैं इसलिए भ्रामक समानता और भ्रम ऐसी चीजें हैं जो ट्रेडर को राहत देते समय ट्रेडमार्क कानून को पूर्ण करती हैं अब हमें ट्रेडमार्क की सुरक्षा क्यों करनी चाहिए हमने देखा कि ट्रेडमार्क विभिन्न कार्यों का प्रदर्शन करते हैं समय समय पर उन्हें देयता प्राप्त किया क्योंकि व्यापारी की प्रतिष्ठा थी कि वह यह भी चाहेगा कि लोग बार बार उसका उत्पाद खरीदें और इन्हीं कारणों से हम व्यवसाय को समझते हैं एक व्यवसाय ग्राहकों को सामान और सेवाओं को बेचने के लिए एक समय तक जारी रहता है इसलिए गुणवत्ता की आवश्यकता थी या किसी व्यवसाय को जारी रखने के लिए किसी प्रकार की गारंटी की उम्मीद थी और हमेशा एक निवेश या एक विज्ञापन कार्य भी होता है तथ्य यह है कि सभी पैसे जो marketing के लिए लगाए जाते थे वो अब प्रतिष्ठा के निर्माण की दिशा में लगाए जा सकते हैं अब एक उदाहरण है यदि आप दो पक्षों के बीच किसी भी ट्रेडमार्क विवाद को देखते हैं जहां ट्रेडमार्क धारक का आरोप है कि उसका निशान का किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उल्लंघन किया गया है अब जब ट्रेडमार्क धारक अदालत में मामला दर्ज करने से पहले अदालत को उस व्यक्ति को उसके निशान का उपयोग करने से रोकने के लिए कहता है कई अन्य राहतें भी हैं जिनका ट्रेडमार्क धारक दावा कर सकता है आप पाएंगे कि ट्रेडमार्क धारक ज्यादातर मामलों में समय के पैसे और संसाधनों का उल्लेख करता है जो उसने marketing और विज्ञापन में खर्च किया है यह इसलिए है क्योंकि ट्रेडमार्क विज्ञापन और marketing द्वारा एक प्रकार की प्रतिष्ठा विकसित करता है इसलिए यदि आपका मार्केटिंग रेवेन्यू पर्याप्त है तो आपके लिए यह प्रदर्शित करने का एक तरीका है हालांक प्रदर्शित करने का यह एकमात्र तरीका नहीं है आपके निशान ने प्रतिष्ठा और सद्भावना प्राप्त की है आपने इसका विज्ञापन किया है और लोग इसके बारे में जानते हैं इसलिए ट्रेडमार्क के पास न केवल एक सूचना फ़ंक्शन होता है जिसमें वे उत्पाद के बारे में जानकारी देते हैं बल्कि उनके पास उत्पाद को बढ़ावा देने का भी कार्य होता है क्योंकि कई विज्ञापन उत्पाद के बारे में जानकारी देने से परे चले जाते हैं वे उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए ऐसा करते हैं वे कभी कभी उपयोगकर्ताओं को प्रोत्साहित करते हैं वे कभी कभी उपयोगकर्ताओं को उत्पाद खरीदने और उत्पाद का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं अब जैसा कि हमने देखा कि व्यापारियों के पास passing off की राहत अस्तित्व में आने के बाद ही पंजीकरण शुरू हो गया अब पंजीकरण ने कुछ ऐसा किया जो passing off नहीं कर सका passing off की राहत पाने के लिए आपको सद्भावना साबित करनी थी और आपको विशिष्टता दिखानी थी ट्रेड मार्क रजिस्टर करने से आपको इन दो चीजों को करने की कोई आवश्यकता नहीं थी आप बस ट्रेड मार्क रजिस्टर कर सकते हैं और यह तथ्य कि ट्रेड मार्क पंजीकृत है आपको निषेधाज्ञा के खिलाफ राहत मिल सकती है जबकि इसे पास करवाने के लिए आपको सद्भाव और विशिष्टता दिखाने की आवश्यकता होती है यह पहली बात थी कि पंजीकरण ने उल्लंघन के मुकदमे में सद्भावना साबित करने की आवश्यकता को हटा दिया दूसरी चीज़ कि आप प्रस्तावित उपयोग के लिए भी पंजीकरण करवा सकते हैं जिसका अर्थ है कि आप पहले सुरक्षा प्राप्त कर सकते हैं और फिर व्यापार चिह्न का उपयोग शुरू कर सकते हैं जो अपंजीकृत निशान के लिए संभव नहीं था क्योंकि अपंजीकृत निशान केवल लागू किया जा सकता है अगर उनका उपयोग किया गया था तीसरा लाभ जो पंजीकरण के बारे में लाया गया था वह यह था कि आप व्यापार की सद्भावना को छोड़े बिना ट्रेडमार्क प्रदान कर सकते हैं इसलिए व्यवसाय में सद्भाव के बिना निशान का असाइनमेंट संभव था जब ट्रेडमार्क पंजीकृत थे क्योंकि आपका assignment वास्तव में सद्भावना को दूर किए बिना केवल निशान के उपयोग के लिए था इसलिए पंजीकरण द्वारा लाया गया संरक्षण विशिष्टता का संरक्षण था तो आपका निशान अद्वितीय होना चाहिए वास्तव में ऐसे निशान जो अन्य के साथ अतिव्यापीहो या वे निशान जो व्यापार के लिए सामान्य हैं पंजीकृत नहीं किए जा सकते तो ऐसे पूर्ण आधार हैं जिनके आधार पर पंजीकरण से इनकार किया जा सकता है इससे सम्बंधित और आधार भी हैं इसलिए हम उन्हें विस्तार से देखेंगे इसलिए संरक्षण किसी विशिष्टता के लिए दिया जाता है और विशिष्टता संपत्ति के पास य सामान्य रूप से होती है यह निजी संपत्ति विशेष रूप से एक ऐसी चीज़ है जो दूसरों की संपत्ति से अद्वितीय और पहचान योग्य है जब हम ट्रेडमार्क देखते हैं तो हमें यह भी समझना चाहिए कि ट्रेडमार्क एकाधिकार नहीं है जैसे पेटेंट या कॉपीराइट या डिज़ाइन हैं अब इसका एक कारण है क्योंकि यदि कोई पेटेंट दिया जाता हैयह किसी व्यक्ति को पेटेंट द्वारा कवर किए गए उत्पाद का निर्माण बिक्री आयात करने से रोकता है यदि किसी पुस्तक के लिए कॉपीराइट दिया जाता है तो वह किसी व्यक्ति को उस पुस्तक की प्रतियां बनाने से रोकता है जबकि यदि कोई ट्रेडमार्क दिया जाता है तो यह किसी अन्य व्यक्ति को उन सामानों का प्रयोग करने से नहीं रोकता है यह केवल उस व्यापार नाम का उपयोग करने से व्यक्ति को रोकता है इसलिए यदि आप मोबाइल फोन बेचने के व्यवसाय में हैं तो आप अपने फोन पर Apple का उपयोग नहीं कर सकते हैं एकमात्र प्रतिबंध पंजीकृत ट्रेडमार्क का उपयोग करना है जो अन्य लोगों द्वारा जैसे मोटोरोला या एलजी या सैमसंग द्वारा प्रयोग किए जा रहे हैं प्रतिबंध केवल उन निशानों का उपयोग करने तक ही सीमित है जो दूसरों के स्वामित्व में हैं तो आप अभी भी मोबाइल फोन व्यवसाय में प्रवेश कर सकते हैं क्योंकि जब तक आप अपने स्वयं के अनूठे चिह्न का उपयोग करते हैं और उत्पाद बनाते हैं तब तक किसी को भी आपके खिलाफ कोई शिकायत नहीं हो सकती है लेकिन अगर किसी उत्पाद का पेटेंट कराया जाता है जैसे ल्यूकेमिया के लिए एक इलाज और एक दवा है जो पेटेंट है जो ल्यूकेमिया को ठीक कर सकती है यह तथ्य कि दवा पेटेंट है किसी भी अन्य संस्था को उस दवा को बनाने या बेचने की अनुमति नहीं देगा तो इस अर्थ में पेटेंट ऐसे हमें एकाधिकार प्रदान करते हैं जिससे अन्य लोग व्यापार में उपयोग या प्रवेश नहीं कर सकते हैं जबकि ट्रेडमार्क माल या सेवाओं पर एकाधिकार नहीं देते हैं बल्कि यह केवल एक विशेष नाम का उपयोग करने के लिए एक विशिष्टता प्रदान करता है अब ऐसे कुछ औचित्य हैं कि हमारे पास ट्रेडमार्क क्यों होना चाहिए अब पहला औचित्य ट्रेडमार्क में शामिल रचनात्मकता है और रचनात्मकता रचनात्मक संपर्आ को संदर्भित करती है कि एक व्यापारी क्या बेच रहा है जो जनता उस उत्पाद की क्या विशेषता बताएगी उदाहरण के लिए जब जनता या कोई ख़रीददार Apple logoको देखता है तो ख़रीददार यह महसूस करने में सक्षम होता है कि माल Apple Inc से आया है तब वह गुणवत्ता की कुछ आवश्यकताओं को संतुष्ट करेगा यह कार्यक्षमता और विभिन्न के संबंध में कुछ आवश्यकताओं और बातों को संतुष्ट करेगा जो ख़रीददार Apple द्वारा बनाए गए उत्पादों के संबंध में जानते होंगे अब यह सब सिर्फ apple logo को देखकर आता है जब कोई व्यक्ति किसी उत्पाद को देखता है और देखता है कि Apple ने उस उत्पाद को बनाया या डिज़ाइन किया है तो खरीददार उसमें बहुत सारी चीजों को विशेषता देगा क्योंकि यह उस ईकाई के साथ आती हैं इसी तरह नाइके को नहीं लिखता है यह सिर्फ प्रतीक के माध्यम से अपने उत्पाद को दिखाता है या वर्णन करता है ठीक उसी तरह जैसे कि एप्पल करता है अब यह कुछ ऐसा creative association है जिसे Apple ने समय के साथ हासिल किया तथ्य यह है कि लोग Apple logo को देखते हैं और गुणवत्ता प्रतिष्ठा सद्भावना और व्यापारी और व्यापारिक इकाई द्वारा उत्पाद के लिए अन्य चीज़ों का श्रेय इसे देते थे अब यह कहकर कुछ आपत्तियां की जाती हैं कि यह सिर्फ creative व्यापारी द्वारा किया गया नहीं है बल्कि जनता भी एक भूमिका निभाती है क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति Apple logo की तरफ देखता है हर बार किसी विशेषता के लिए क॔पनी Apple को उसका श्रेय देता है तो एक योगदान है जो जनता से भी आता है तो यह सिर्फ व्यापारी द्वारा रचनात्मकता नहीं है बल्कि उपयोगकर्ताओं द्वारा भी है तो पहला औचित्य यह है कि ट्रेडमार्क उत्पाद या सेवाओं के निर्माता और उद्यम से निकलने वाले सामानों के बीच रचनात्मक जुड़ाव पैदा करता है अब क्योंकि निशान में यह रचनात्मक जुड़ाव हो सकता है इसलिए गुणवत्ता में निवेश करने के लिए एक प्रोत्साहन था क्योंकि अब एक व्यक्ति उत्पाद कंपनियों के लिए एक चिह्न और गुणवत्ता को देख सकता है और इसलिए कंपनीयों ने गुणवत्ता में निवेश करना शुरू कर दिया है तो रचनात्मक सम्पर्कनिशान का पहला औचित्य है निशान रचनात्मक रूप से माल को उसके मूल में जोड़ने का एक तरीके के रूप में आए दूसरा औचित्य यह था कि निशान जानकारी प्रदान करते हैं और एक बाजार में जहां कई खिलाड़ी सामान और सेवाएं बेच रहे हैं हमारे लिए उत्पाद के बारे में जानकारी को अधिक कुशलता से समझने की आवश्यकता है इसलिए उत्पाद के संबंध में जानकारी की आपूर्ति के लिए निशान एक तरीक़ा बन गया इसलिए आप टाटा और अमूल के बीच विवाद को देखेंगे जहां इन दोनों के बीच विवाद का कारण निशान के द्वारा दी गई जानकारी थी तीसरा औचित्य निष्पक्षता से है तथ्य यह है कि व्यापारी संघ के साथ आया था व्यापारी को इस तरह के संघ के लाभों को पढ़ने की अनुमति दी जानी चाहिए और इस तथ्य को जोड़ना चाहिए कि अगर किसी और ने संघ का शोषण किया है तो कानून को उस व्यक्ति को रोकने के लिए हस्तक्षेप करना चाहिए और यह इस तथ्य से भी जुड़ा हुआ था कि क्योंकि एक व्यापारी ने एक समय से निशान का उपयोग किया है और सद्भावना और प्रतिष्ठा उत्पन्न की है यह बाजार के हित में भी होना चाहिए और लोगों को गुमराह नहीं किया जाना चाहिए कि किसी और का उत्पाद व्यापारी का उत्पाद है तो निशान का निष्पक्षता उस व्यक्ति को देने से संबंधित है जो उस एसोसिएशन से लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तुओं और सेवाओं और उसके व्यापार उद्यम के बीच के निशान या एसोसिएशन के साथ आया था इसलिए हमने देखा है कि ट्रेडमार्क को दो तरीकों से संरक्षित किया जा सकता है एक पंजीकरण के द्वारा आप ट्रेडमार्क की रक्षा कर सकते हैं और एक पंजीकृत ट्रेडमार्क कानून की अदालत के समक्ष लागू किया जा सकता है आप एक उपाय द्वारा ट्रेडमार्क की रक्षा भी कर सकते हैं जिसे हम आम कानून में पेश किया जाने वाला उपाय कहते हैं जिसे passing off का उपाय कहते हैं जिससे आप द्वारा अपंजीकृत ट्रेडमार्क की रक्षा कर सकते हैं लेकिन आपको उन निशानों के लिए सद्भावना और प्रतिष्ठा दिखाने की आवश्यकता है